कोणिक खंड VI सभी को नमस्कार इंजीनियरिंग ड्राइंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स पर हमारे एनपीटीईएल ऑनलाइन प्रमाणन पाठ्यक्रमों में आपका स्वागत है हम मॉड्यूल नंबर 2 में हैं व्याख्यान संख्या 14 कॉनिक अनुभागों पर इस व्याख्यान में हमने फ़ोकस डिरेक्ट्रिक्स विधि कन्सेन्ट्रिक सर्किल मेथड ओब्लॉंग मेथड को शामिल किया है और आज की कक्षा में हम सर्किल मेथड के चाप को देखेंगे सर्कल विधि के इस चाप में प्रमुख अक्ष के साथ एक एलिप्स ज्ञात है शायद हम इस मामले में 100 मिमी कहते हैं और फोकी के बीच की दूरी अब 70 मिमी की तरह कुछ है यदि ऐसा है तो एलिप्स का निर्माण कैसे किया जाता है तो हम इस चरण को देखते हैं सबसे पहले हमें प्रमुख अक्ष AB 100 मिमी खींचना है और मध्य O का पता लगाना है प्रमुख अक्ष AB 100 मिमी ड्रा करें और मध्य O का पता लगाएं तो बिंदु A बिंदु B यह 100 मिमी है और 50 मिमी पर हम ओ का पता लगाने जा रहे हैं एक बार जब यह हो जाता है तो फोकी का पता लगाएं फोकी F 1 और F 2 का पता लगाएं वे AB पर F 1 और F 2 हैं जैसे F 1 O और O F 2 प्रत्येक 35 मिमी हैं प्रमुख अक्ष 100 मिमी है और फोकी के बीच की दूरी 70 मिमी है इसका मतलब है हमें O से एक डिवीजन को चिन्हित करना है यहाँ यह 35 यूनिट है और यह भी 35 यूनिट है हमारा मानक अभ्यास यह है कि हम इन आयामों को कहीं बाहर ड्राइंग पर नहीं दिखाते हैं हमें उन रेखाओं का विस्तार करना है और इसे दिखाना है इसलिए एक बार जब हम इस एफ 1 सोसाइटी एफ 2 पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अगले चरण के साथ जाएंगे अब हमें F 1 और F 2 F 1 और F 2 के बीच AB पर उपयुक्त संख्याओं जैसे 1 2 3 को चिह्नित करना है यह समान या किसी भी संख्या में हो सकता है समान ग्रिड प्रथम बिंदु दूसरे बिंदु तीसरे बिंदु चौथे बिंदु के समान अंकों के साथ जाना हमेशा आसान होता है एक बार यह केंद्र के रूप में F 1 के साथ किया जाता है इसलिए F 1 A से 1 की दूरी पर केंद्र है इस दूरी को हम F 1 से मापते हैं जो दोनों तरफ एक चाप को कुछ इस तरह बनाती है तो केंद्र को F 1 होना चाहिए लेकिन दूरी A 1 A से एक है जो भी दूरी AB के दोनों ओर ऊपर और नीचे एक चाप बनाती है अब यहां केंद्र और त्रिज्या B 1 के रूप में ध्यान केंद्रित F 2 के साथ तो यहां B 1 है तो B से 1 दूरी के साथ लेकिन केंद्र F 2 इस दिशा में एक चाप बनाते हैं इसी तरह इसे उस तरफ करें एक बार जब हम हो जाएंगे तो हमारे पास यह बिंदु P 1 और P 1 होगा ये F 1 हैं और यह F 2 है और यह F 2 भी है और यह F 1 है अब यदि हम P 2 के निर्माण के लिए दूसरे बिंदु पर जा रहे हैं तो हमें जो करना है वह A से 2 है जो भी दूरी उस दूरी का उपयोग करता है लेकिन F 1 के रूप में केंद्र दोनों तरफ एक चाप बनाता है इसी तरह B से 2 दूरी जो भी केंद्र के रूप में दूरी F 2 दोनों तरफ एक चाप बनाते हैं जो भी इंटरसेक्शन बिंदु हमें P 2 या P 2 को इस तरह से बुलाता है कि A से 1 दूरी प्लस B से 1 दूरी हमेशा हमें प्रमुख अक्ष 70 मिमी देता है आइए हम इसे देखें यह A1 है और बी 1 यह है इसलिए अगर हम इन दो दूरी को जोड़ने जा रहे हैं तो यह हमें प्रमुख अक्ष 70 मिमी देने वाला है इसी प्रकार यदि हम A से 2 की दूरी और B से 2 की दूरी का उपयोग कर रहे हैं जिसमें A 2 प्लस B 2 की दूरी भी है जो कि 70 मिमी भी है इस तरह हम P 2 बिंदु P 3 बिंदु और इसी तरह की चीजों का निर्माण करने जा रहे हैं तो आइए हम अपना उदाहरण शुरू करें इसे चरण दर चरण बनाएं प्रमुख अक्ष 100 मिमी तो हम इस ड्राइंग शीट पर नजर डालते हैं तो हम इस ड्राइंग शीट पर 100 मिमी चिह्नित करते हैं हमें A और B कहते हैं फिर हमें केंद्र का पता लगाना होगा कि हम किस क्षेत्र का उपयोग कर सकते हैं अन्यथा 50 मिमी भी हम इस मामले में उपयोग कर सकते हैं तो यह उस सर्कल का केंद्र O है अब हमें फोकी का पता लगाना है जो दोनों तरफ 35 मिमी पर है तो हमें 35 मिमी स्केल चिह्नित करें तो यह एक फोकी में से एक है अन्य 70 मिमी पर है तो इन बिंदुओं को F 1 कहें और इस बिंदु F 2 को उसके बाद हमें A से 1 की दूरी तय करनी है उसके लिए हमें मनमाने ढंग से या बराबर विभाजन करने होंगे हम इसे ले सकते हैं ताकि हम बराबर विभाजन ले सकें तो यह 35 मिमी है इसलिए हम हर 7 अंक के बाद चिन्हित करना चाहेंगे तो 35 7 5s 35 हैं इसलिए 6 7 14 21 28 इसी तरह यहां एक व्यक्ति 35 को अगले 42 49 और इतने पर बना सकता है एक बार जब यह विभाजन हो जाता है तो हमें दूरी ए से 1 तक मापना होगा आइए हम उन्हें 1 2 3 4 5 6 और इतने पर नाम दें A जो भी दूरी आपके कंपास का उपयोग करता है A 1 केंद्र के रूप में F 1 का उपयोग करें B से 1 तक दोनों तरफ एक चाप को चिह्नित करें हमें भी दूरी को खोजना होगा F 2 का उपयोग फोकी के रूप में करें एक चाप बनाते हैं उस इंटरसेक्शन बिंदु को P 1 P 1 P 1 P 1 कहते हैं अब A से 2 उस बिंदु को उठाओ यह दोनों तरफ A से 2 के फोकस केंद्रित करने हैI तो B से 2 जो भी दूरी हैं हम F 2 का उपयोग करते हैं जो A 2 है इस वक्र को काटते हैं इसलिए इस बिंदु P को चिह्नित करें इसी तरह F 1 के चारों ओर A 3 दूरी केंद्र का उपयोग करें B 3 की दूरी F 2 के आसपास केंद्रित है अब हम फ्रेंच वक्र का उपयोग करके एक चिकनी वक्र में शामिल होने की स्थिति में होंगे यह बेहतर होगा और इसी तरह इसी तरह हम एक ऐसी लाइन बनाने की स्थिति में होंगे जो P से होकर गुजरती है 3 इस तरह हम उस सभी वक्र का निर्माण करने की स्थिति में होंगे जो B बिंदु से गुजरता है और इस बिंदु पर भी ताकि हम एलिप्स निर्माण की स्थिति यह सर्किल विधि के चाप द्वारा होता है इस मामले में हमें एक प्रमुख अक्ष की आवश्यकता है इसलिए यदि यह निर्माण लाइनें हैं तो हमें 100 मिमी दिखाना होगा फोकी दूरी भी हम जानते हैं तो छोटे आयाम हमेशा अंदर होते हैं इस मानक सम्मेलन का उपयोग हम करने जा रहे हैं निर्माण की प्रक्रिया को हल्का करने के बजाय बहुत हल्का किया जा सकता है तो यह एक 70 है और यह एक 100 है फोकी के बीच की दूरी अब हम एक प्रश्न पूछेंगे एक एलिप्स के लिए एक टेनजेंट और नार्मल कैसे आकर्षित करें उदाहरण के लिए वक्र के एक हिस्से का निर्माण हमने एलिप्स के रूप में किया है अब किसी भी बिंदु को चुनें जहां हम एक नार्मल या टेनजेंट का निर्माण करना चाहते हैं इस मामले में हम निर्माण करना चाहते हैं उदाहरण के लिए बिंदु आर तो यह वह एलिप्स है जो हम शामिल हो गए हैं और हम कुछ नार्मल जैसा बनाने का इरादा रखते हैं उस उद्देश्य के लिए हमें क्या करना है यह निर्णय लेने के बाद कि आप नार्मल बिंदु को टेनजेंट से जोड़ना चाहते हैं या बिंदु F को फोकस F 1 से जोड़ते हैं इसी प्रकार इस R को फोकस F के साथ जोड़ दें अब हमारे पास एक कोण है हमारे पास यह कोण F1 R F2 है अब इस केंद्र के आधार पर कहीं दूर हम सिर्फ एक चाप बनाते हैं जिसे हमें इसे बनाना है तो फिर से एक ही त्रिज्या के साथ दोनों तरफ एक चाप बनाते हैं इसलिए हमारे पास कुछ बिंदु और होंगे तो यह दोनों तरफ समान कोण बनाता है और यह बिंदु विस्तारित होता है अगर हम ऐसा कर सकते हैं जिसे हम नार्मल कहते हैं तो एक एलिप्स के लिए यह वह तरीका है जिससे हमने नार्मल निर्माण किया है टेनजेंट हमेशा 90 ° होती है और R से गुजरने वाले केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है और हम टेनजेंट के निर्माण की स्थिति में होंगे यदि कुछ अन्य बिंदु यहां हैं तो हम F 1 बिंदु में शामिल होंगे उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि हम वहां एक नार्मल निर्माण करना चाहते हैं हम जो करते हैं वह इस F 1 को जोड़ता है और यह बिंदु इसी F 2 को जोड़ता है अब एक द्विभाजक को इसमें शामिल करें नार्मल का निर्माण करें यह नार्मल है और यह टेनजेंट होगी अगर कोई यहां नार्मल निर्माण करना चाहेगा तो क्या किया जाना चाहिए इसके बारे में सोचें मुख्य धुरी या मामूली अक्ष पर आप नार्मल रूप से निर्माण करना चाहेंगे क्या यह सीधा होगा या मुझे F 1 F 2 से लाइनों को जोड़ना होगा और इसे द्विभाजक करना होगा तो हम इसे ध्यान से देखें यदि बिंदु प्रमुख या प्रमुख अक्ष पर सीधा है तो प्रक्रिया उस वक्र पर किसी भी बिंदु को दो फोकी के साथ जोड़ती है इसलिए अगर मैं F 1 के साथ बिंदु B को जोड़ने जा रहा हूं तो लाइन यह होगी इसी तरह यह बिंदु हम एफ 2 के साथ जुड़ने जा रहे हैं इसका मतलब है कि इस बिंदु के लिए बी फिर से कनेक्ट करें दोनों अभी भी 0 ° या 180 ° तरह के समान विभाजन बना रहे हैं जिसमें एक ही पंक्ति शामिल है तो यह वह है जो इस बिंदु पर उस सर्कल को सामान्य बनाता है और टेनजेंट उस के लिए लंबवत होगी यहाँ वही होता है जो सामान्य होगा उस दिशा में टेनजेंट उस दिशा में होगी यदि हम C बिंदु उठा रहे हैं तो सामान्य उस दिशा में होगा टेनजेंट दूसरी दिशा में होगी शेष बिंदुओं पर इन चार बिंदुओं A B C D को छोड़कर ये सामान्य कोण लगातार बढ़ते हैं क्योंकि आप उस दिशा में 0 कोण से 90 ° तक बढ़ते हैं तो हम शीट पर टेनजेंट पर इस सामान्य का निर्माण करते हैं तो हमारे पास ड्राइंग शीट पर यहां वक्र का एक हिस्सा है अब यहाँ एक बिंदु की पहचान करते हैं आइए हम इस बिंदु पर विचार करें जहां मैं यहां ड्राइंग शीट पर सामान्य निर्माण करना चाहूंगा अब प्रक्रिया को इस एफ 1 में शामिल होना है इस बिंदु के साथ यह एक निर्माण लाइन है इसी तरह निर्माण उस विशेष बिंदु के साथ इस F 2 में शामिल होता है अब यह वह बिंदु है जिसे हम पहचान रहे हैं अब इस उद्देश्य के लिए कोण द्विभाजक विभाजन का उपयोग करें कि हमें जो करना है वह मनमाना त्रिज्या जैसी कोई भी चीज़ चुनें अब एक ही त्रिज्या के साथ इस चौराहे बिंदु का उपयोग करें इस वक्र का पता लगाते हुए इस बिंदु का पता लगाएं और इस बिंदु को इस एक के साथ जोड़ दें यह सामान्य M N होगा और स्पर्शरेखा हमेशा उस पर लंबवत होगी तो हम इन सेट वर्गों का एक सेट का उपयोग कर सकते हैं हम इसका उपयोग कर सकते हैं इसे संरेखित कर सकते हैं या शायद आपके बाद इन लंबवत लाइनों के निर्माण और इस लाइन का विस्तार करने का सबसे अच्छा तरीका है तो हमारे पास यह टेनजेंट S T सर्कल विधि का चाप है और हमने सीखा है कि टेनजेंट और नार्मल दोनों का निर्माण कैसे किया जाए इसलिए आज के व्याख्यान में हमने इस आर्क ऑफ़ सर्कल पद्धति को कवर किया है तो एलिप्स के निर्माण के सिद्धांत में लोकप्रिय विधियाँ चार हैं फ़ोकस डायरेक्ट्रिक्स विधि एक कन्सेन्ट्रिक सर्किल मेथड ओब्लॉंग मेथड और सर्किल मेथड का चाप फ़ोकस डाइरेक्सिक्स विधि में हम एक डायरेक्ट्रिक्स एक्सेंट्रिसिटी जैसा कुछ जानते हैं जो समान रूप से विभाजनों द्वारा वक्र पर इन किसी भी बिंदु के बीच की दूरी को विभाजित करते हैं 45 ° रेखा खींचते हैं और इसे काटते हैं और इस एलिप्स का निर्माण करते हैं कन्सेन्ट्रिक सर्किल मेथड में हमारे पास एक प्रमुख अक्ष छोटी धुरी और दो वृत्त हैं जो हम खींचते हैं क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर अनुमानों के दो संकेंद्रित मंडल समान संख्या में विभाजनों पर हम इन एलिप्स का निर्माण करेंगे ओब्लॉंग मेथड में जो हमारे पास है वह प्रमुख अक्ष लघु अक्ष एक आयत है कुछ मामलों में समांतर चतुर्भुज भी हम प्रमुख अक्ष लघु अक्ष पर समान विभाजनों के निर्माण के लिए उपयोग करेंगे प्रमुख अक्ष तत्वों के साथ लघु अक्ष तत्वों को कनेक्ट करें और वहां से चौराहे की लाइनें प्राप्त करें जो इस एलिप्स का निर्माण करती है सर्कल विधि के आर्क में हमने देखा है कि प्रमुख अक्ष दिया गया है फोकी के बीच की दूरी दी गई है इसलिए किसी भी बिंदु पर एक सिद्धांत का उपयोग करते हुए जहां हम इन एलिप्स का निर्माण करना चाहते हैं ए 1 प्लस बी 1 हमेशा उस सिद्धांत का उपयोग करते हुए प्रमुख अक्ष लंबाई हो और त्रिज्या एफ 1 एफ 2 फ़ोकस केंद्र हैं कई आर्क्स उन्हें प्रतिच्छेद करते हैं और एक एलिप्स का निर्माण करते हैं ये वे तरीके हैं जिनसे हम एलिप्स का निर्माण करते हैं और विशेष रूप से फोकस डायरेक्ट्रिक्स विधि काफी लोकप्रिय है एक क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स से हम उस दूरी और एक्सेंट्रिसिटी को जानते हैं जिसे हम जानते हैं इसका मतलब है पिछली कक्षाओं में हमने देखा है कि एक एलिप्स में 1 से कम एक्सेंट्रिसिटी होती है पराबोला के लिए एक्सेंट्रिसिटी 1 के बराबर होती है और हाइपरबोला के लिए एक्सेंट्रिसिटी 1 से अधिक होती है इसका मतलब है कि हम निर्देश दूरी और एक्सेंट्रिसिटी को जानते हैं सिद्धांत रूप में हम निर्माण करने की स्थिति में होंगे यह एलिप्स परवलय हाइपरबोला हो सकता है और अगली कक्षा में हम इन चार तरीकों पर ध्यान देंगे विशेष रूप से फ़ोकस डाइरेक्स विधि ओब्लॉंग मेथड और पराबोला के निर्माण के लिए टेनजेंट विधि की तरह एक विशेष मामला है हम यह भी देखेंगे कि पराबोला के लिए टेनजेंट और नार्मल कैसे आकर्षित करें